शुभ प्रभात आज के व्याख्यान में हम पर्याप्त समय बिताने जा रहे हैं ऑल पास फिल्टर्स पर और ऑलपास आने के कारण पर क्योंकि हम अध्यन कर चुके हैं अब हम देख रहे हैं 2 चैनल फिल्टर बैंक में फेज डिस्टॉरशन को खत्म करने के विकल्प पर और हमने कहा कि हमें वापस जाने दें और 2 चैनल फिल्टर बैंक में मैगनीटुड डिस्टॉरशन को खत्म करने की समस्या का पुनर्रर्निरीक्षण करने दें तो बस पिछले व्याख्यान से महत्वपूर्ण परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हम देख रहे हैं 2 चैनल फिल्टर बैंक इस में जोड़ें कि यह एक मैक्सिमली डैसीमेटेड फ़िल्टर बैंक है यह एक मैक्सिमली डैसीमेटेड 2 चैनल फिल्टर बैंक है और इस तथ्य को भी जोड़ते हैं कि हम उपयोग कर रहे हैं क्वाडरेचर मिरर फिल्टर प्रॉपर्टी ताकि हमें पूरी चर्चा से केवल एक फिल्टर डिजाइन करना पड़े तो कंस्ट्रेंट के साथ 2 चैनल फिल्टर बैंक कि क्यूएमएफ कंस्ट्रेंट है H 1 H 0 − z यह क्यूएमएफ कंस्ट्रेंट है उस सब के शीर्ष पर हमारे पास अलियासिंग कैंसलेशन कंस्ट्रेंट्स भी है इसलिए आप इसमें जोड़ सकते हैं अलियासिंग कैंसलेशन कंस्ट्रेंट्स फिर यह एक ट्रांसफर फ़ंक्शन के लिए कोलैप्स कर जाता है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं अब अगर आप पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन करते हैं यह वह एक्सप्रेशन है जो हमें मिलता है T 2 z−1 E0 E1 यदि यह पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन नहीं है तो मान लें कि आप फेज्ड एलिमिनेशन पार्ट को देख रहे हैं हमने कहा कि हम एक प्रकार के 2 लीनियर फेज फ़िल्टर को देखते हैं और ट्रांसफर फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन है इसलिए मूल रूप से ओवरआल ट्रांसफर फंक्शन को लीनियर फेज मिला है मैगनीटुड फेज डिस्टॉरशन को समाप्त कर दिया गया है एलियासिंग को समाप्त कर दिया गया है हमें बस मैगनीटुड डिस्टॉरशन से निपटना था और यह सुनिश्चित करना था कि वह जितना संभव हो उतना निकटतम कांस्टेंट हो इसलिए हमें न्यूनतम मैगनीटुड डिस्टॉरशन भी मिलेगा हमने 2 चैनल फिल्टर बैंक के डिज़ाइन को देखने में थोड़ा समय बिताया और हमने कहा कि यह इस पर निर्भर करता है कि हम स्टॉपबैंड कैसे चुनते हैं स्टॉपबैंड एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्टॉपबैंड कम या ज्यादा तब तय करेगा कि क्रॉसओवर कहाँ होता है और तब आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप ओवरआल ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट करते हैं जब तक कि आपकी स्टॉपबैंड ऊर्जा छोटी है आप इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में भी छोटे होने जा रहे हैं एकमात्र अनिश्चितता ओवरलैप में है जहां ट्रांजीशन बैंड होता है और यही वह है जो हम कल चर्चा में ऑप्टिमाइज़ करने का प्रयास कर रहे थे इसीलिये स्टॉपबैंड ऊर्जा तो यह स्टॉपबैंड ऊर्जा के लिए एक्सप्रेशन है जो हमें बताती है कि हमें एक अच्छा लो पास आकार मिलेगा जो प्रश्न कल पूछा गया था कि यह कैसे अकेले गारंटी देता है कि पासबैंड अच्छा है तो अकेले गारंटी नहीं दे सकता है कि पासबैंड अच्छा है तो वास्तव में फ्लैट कंस्ट्रेंट का संयोजन हमें इसे फ्लैटनेस कंस्ट्रेंट कहने दें T e jω का फ्लैटनेस कंस्ट्रेंट फ्लैटनेस कंस्ट्रेंट और स्टॉपबैंड ऊर्जा का संयोजन हमने तर्क दिया था कि वास्तव मे कंस्ट्रेंट देता है वास्तव में वहाँ एक एरर है जो इंगित की गई थी आपके पास इस ब्रैकेट में क्या है स्क्वायर ब्रैकेट्स एक टर्म है जो कि सकारात्मक या नकारात्मक जा सकता है इसलिए वास्तव में आपको एकीकृत करने से पहले इसे स्क्वायर करना होगा ताकि आपको एक सकारात्मक मात्रा मिल सके और इसलिए यह एक ऐसी मात्रा बन जाती है जिसे कम से कम किया जा सकता है इसलिए सुनिश्चित करें कि स्क्वायर को इन्सर्ट किया गया है वहाँ एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिस पर हम जा रहे हैं है α ϕ3 1−α ϕ2 इसलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि यदि मैंने इसे पुनः लिखा था यह मानते हुए कि आप इसे एक प्रकार से फ्रेश कह रहे थे तो 2 चैनल मैक्सिमली डैसीमेटेड फिल्टर बैंक मैक्सिमली डैसीमेटेड क्यूएमएफ फिल्टर बैंक ठीक है हम फिल्टर डिजाइन करने के स्टेज पर आ गए हैं इसलिए हम अलियासिंग कैंसलेशन कंस्ट्रेंट्स को लागू करेंगे क्यूएमएफ कंस्ट्रेंट को लागू करेंगे और फिर हम जिन दो फ़ंक्शंस को स्पेसिफाई कर रहे हैं वे हैं ओवरआल ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन है हमने कहा हम ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को कॉल करेंगें और ऑप्टिमाइजेसन समस्या अब बताती है कि ऑप्टिमाइजेसन कार्य फ़िल्टर के कोएफिसिएन्ट्स को खोजना है ध्यान रखें कि हम टाइप 2 लीनियर फेज को डिज़ाइन कर रहे हैं इवन सिमिट्री के साथ लीनियर फेज इसीलिए हमें केवल आधे कोएफिसिएन्ट्स के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है अन्य आधे रिवर्स ऑर्डर में समान होंगे और इन कोएफिसिएन्ट्स को ऐसे खोजेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाई कम से कम हो तो वास्तव में एक न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेसन समस्या है जिसे हम सेट करेंगे ठीक है तो डिजाइन पैरामीटर्स क्या हैं आप क्या वैरी कर सकते हैं या आपको क्या स्पेसिफाई करना होगा डिज़ाइन पैरामीटर्स केवल 2 हैं नंबर 1 फिल्टर ऑर्डर है फ़िल्टर ऑर्डर N है जो आपको बताता है कि कितने कोएफिसिएन्ट्स ऑप्टिमाइज़ होने जा रहे हैं दूसरा डिज़ाइन पैरामीटर जिसे हमें स्पेसिफाई करना है वह ओमेगा एस है जो कि स्टॉपबैंड एज है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में केवल वही है जो अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है अन्य सभी तब स्पेसिफाई किये जाते हैं स्टॉपबैंड एज ठीक है और इम्प्लिसिटली एक बार जब आप स्टॉपबैंड एज को फिक्स कर लेते हैं और आपके पास ϕ3 कंस्ट्रेंट्स होतें हैं एक बार जब आप ωs और ωp को फ्लैटनेस कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करते हैं जिसे हमने स्पेसिफाई किया है फिक्स कर लेते हैं ठीक है और निम्नलिखित का निरीक्षण करना दिलचस्प है कि शायद पहले से ही इन्हें एक प्रकार से नोट किया गया था यदि आप H0 को स्केच करते हैं तो इसके पास एक क्रॉसओवर है ठीक है मुझे हमेशा रिपल्स दिखाने चाहिए क्योंकि ये आदर्श फ़िल्टर नहीं हैं तो पासबैंड में कुछ रिपल्स हैं और फिर वह ठीक है और अगर मैं स्थानांतरित संस्करण को ड्रा करता हूं यह दिखने मे समान लग रहा है क्योंकि यह स्थानांतरित मूल फ़िल्टर है इसलिए जो स्पेसिफाई किया गया है आइये उसे मार्क ऑफ करें यह ओमेगा एस है ठीक है तो यह क्या है तो वह पाइ माइनस ओमेगा एस होगा ध्यान दें कि फ्लैटनेस कंस्ट्रेंट के कारण इन दोनों को सही अलाइन करना होगा क्योंकि यही वह बिंदु है जिस पर आपके लाल फ़िल्टर का स्टॉपबैंड शुरू हो रहा है जिसके साथ अलाइन करना चाहिए अन्यथा फ़्लैटनेस कंस्ट्रेंट संतुष्ट नहीं होगा वह एज जहां ग्रीन या ग्रीन फिल्टर की पासबैंड एज जो कि ग्रीन फिल्टर के लिए ωp है ठीक है इसलिए ωp को सिमिट्री कंस्ट्रेंट्स के कारण π −ωs से लाइन होना पड़ता है या दूसरे शब्दों मे ωsωpπ तो वहाँ एक कंस्ट्रेंट है कि ωp फिक्स होता है वास्तव में सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट के कारण बिना एक्स्प्लीसिटली स्पेसिफाई किये हुए फ्लैटनेस कंस्ट्रेंट और आप चित्रात्मक रूप से इसे देख भी सकते हैं ठीक है अब हम वापस जाते हैं और उस समस्या पर पुनः ध्यान देते हैं जहां आपने इसे ऑल पास फिल्टर्स के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया था इसे ले लीजिए मुझे खेद है ठीक है आपको स्पेसिफाई करना होगा हां बिल्कुल हां अच्छा बिंदु है तो शायद हम इसे तीसरे के रूप में जोड़ते हैं क्योंकि आप एक निश्चित वेटेएज देना चाहते हैं इसलिए आप इसे जोड़ सकते हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि अल्फा भी कुछ ऐसा है जिसे आपको स्पेसिफाई करना है ठीक है अब यदि आप अब पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन को देखते हैं ठीक है तो फेज एलिमिनेशन पार्ट डन है फ़िल्टर बैंक का डिज़ाइन डन है सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम वास्तव में फ्लैटनेस कंस्ट्रेंट को वेरीफाई कर सकते हैं हम एक मैटलैब अभ्यास करेंगे अगला भाग जहाँ हम मैगनीटुड डिस्टॉरशन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए मैगनीटुड डिस्टॉरशन को समाप्त करें आप एक समस्या पर वापस आ गए हैं जिसका हमने पहले अध्ययन किया था लेकिन उम्मीद है थोड़ा और अधिक अंतर्दृष्टि के साथ जैसा कि इस बार हम डीराइव कर सकते हैं मैगनीटुड डिस्टॉरशन को समाप्त कर सकते हैं पॉलीफ़ेज़ कंपोनेंट्स ओवरआल ट्रांसफर फंक्शन होगा T 2 z−1 E0 E1 पिछली बार जब हमने उन्हें डिलेस होने के लिए मजबूर किया यह आवश्यक नहीं है हमने कहा कि वे सभी ऑल पास फिल्टर्स हो सकते हैं और यदि वे ऑल पास फिल्टर्स हैं तो ट्रांसफर फंक्शन सामने आता है A0 और A1 ऑल पास फिल्टर्स हैं तो इसलिए आपको पूरी तरह से फ्लैट T रिस्पांस मिलता हैं और आपको अब इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता है कि आपको अच्छे फिल्टर्स कैसे मिलते हैं और इस प्रक्रिया में फेज को क्या हुआ ठीक है तो यह वह हिस्सा है जहां हम रुके हैं हमने कहा कि कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ इलिप्टिक फिल्टर्स वास्तव में इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करते हैं मुझे इलिप्टिक फिल्टर के बारे में केवल कुछ बयान देंने दें फिर से आपको निम्न अनुभागों पीपीवी खंड 51 52 53 को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने दें ये वे खंड हैं जिन्हें हम आज कवर कर रहे हैं और सहजता से जहां तक इलिप्टिक फिल्टर का संबंध है यह वही हो रहा है इलिप्टिक फिल्टर्स आईआईआर फिल्टर्स की एक अद्वितीय श्रेणी से संबंधित हैं जिनमें एक बहुत विशिष्ट प्रकार की प्रॉपर्टी होती है वहाँ दोनों पासबैंड में रिपल्स स्टॉपबैंड में रिपल्स और ये रिपल्स इक्यूरिपल्स हैं इसलिए इलिप्टिक फिल्टर को एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी मिली है इसलिए यदि आप एक इलिप्टिक फिल्टर को स्केच करने के लिए थे तो आपको इस प्रकार का कुछ दिखाई देगा मैंने रिपल को एक प्रकार से एक्सेसरेट किया है और आपको इस प्रकार का कुछ दिखाई देगा तो यह बहुत दिलचस्प है अब आम तौर पर जब आप एक फ़िल्टर लो पास फ़िल्टर को डिज़ाइन करते हैं तो आप इसे 1 के बराबर स्पेसिफाई करतें हैं और आपके रिपल्स किसी भी तरफ जाते हैं और मूल रूप से आपका ऊपरी बिंदु जिसे आप 1δ1 के समान कहते हैं निम्न बिंदु 1 δ1 के समान है और कुल रिपल 2δ1 हैं अब हम कुछ अलग करने जा रहे हैं हम 1 के बराबर होने के लिए पीक वैल्यू को नोर्मलाइज करने जा रहे हैं ठीक है यदि आप नोर्मलाइज करने के लिए पीक वैल्यू को 1 के बराबर करते हैं तो यह बिंदु अब 1−2 δ 1 हो जाता है आपने एक प्रकार से इसे नोर्मलाइज कर दिया है आमतौर पर यह 1δ1 और 1 δ1 होता है आपने इसे कॉल किया है तो अगर मैंने मैगनीटुड स्क्वायरड 2 को प्लॉट किया था ठीक है अगर मैं इसको प्लॉट करता हू तो यह स्क्वायर होगा ठीक है इसलिए स्क्वायरड रिस्पांस के लिए अगर मैं इसे डेल्टा कहूं तो यह स्क्वायरड रिस्पांस के लिए कुल डेविएशन है यह क्या होगा इसे आम तौर पर δ 2 कहा जाता था आप इसे स्क्वायर करते हैं यह δ2 2 बन जाएगा जोकि स्टॉपबैंड ऊर्जा है और इलिप्टिक फिल्टर की प्रॉपर्टी और यदि हम स्पेसिफाई करते हैं कि यह डेल्टा के बराबर भी है के कारण ठीक है तो आप अपने इलिप्टिक फिल्टर में निम्नलिखित कंस्ट्रेंट को फोर्स करने के लिए क्या कर रहे हैं वह स्क्वायरड रिस्पांस के लिए आपका रिपल है पासबैंड में रिपल और स्टॉपबैंड में रिपल समान हैं फिर ये डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसलिए किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्टिव नहीं है हम सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं अब बहुत जल्द या आपको एक मिनट में पता चलेगा आप देखेंगे कि हम इस अभ्यास से गुजरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं लेकिन अगर आप इसे सैटिस्फाई करते हैं इसलिए δ 1 δ 2 परिभाषाओं से हैं और हमने कुछ स्केलिंग की है तो इसलिए यह है और यह इलिप्टिक फिल्टर के लिए कंस्ट्रेंट नंबर 1 है दूसरा कंस्ट्रेंट फिर से संभवतः बिना किसी आश्चर्य के ωsωpπ है अब मैंने उस कंस्ट्रेंट को भी फोर्स कर दिया और फिर एक तीसरी कंस्ट्रेंट जो कि आने वाली है फिर से क्यूएमएफ कंस्ट्रेंट कहता है कि अब इन कंस्ट्रेंट्स के तहत हमें गारंटी दी जाती है कि इस इलिप्टिक फ़िल्टर के पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन का परिणाम ऑल पास फ़ंक्शंस हो जाएंगा ठीक है वहाँ सिद्ध करने के लिए उचित मात्रा में सिद्धांत है पुनः हम अपनी कक्षा में जो करने जा रहे हैं वह वास्तव में यह है कि ऑल पास फ़ंक्शंस मौजूद हैं और फिर आगे बढ़ते हैं लेकिन पूरी तस्वीर के लिए ये हैं और आप एक प्रकार से इसके लिए महसूस कर सकते हैं हमने जो कहा है वहाँ एक क्वाडरेचर सिमिट्री होने जा रही है तो मूल रूप से यह बिंदु होने जा रहा है ठीक है ये रिपल्स समान स्तर के होते हैं इसलिए जब मैं इसे फ्लिप करता हूं और उन्हें एक साथ जोड़ता हूं तो वहाँ एक मौका है कि जहां एक डिप है अगर मेरे पास पीक है तो वास्तव में मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा तो फिर से जिस तरह से हमने डिजाइन या इलिप्टिक फिल्टर प्रकार को कंस्ट्रेंट्स किया है को ठीक बताया है यह कुछ ऐसा है जो स्ट्रैटफॉरवर्ड था यह एक ऐसी चीज है जिसे इम्पोस किया जा सकता है मुश्किल हिस्सा यह है कि आपको कोम्प्लेमेंट्री प्रॉपर्टी कैसे मिलती है तो फिल्टर्स की कोई भी जोड़ी H 0 और H 1 जो इस तरह की प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करती है कि उनके मैगनीटुड स्क्वायर को एक कांस्टेंट तक जोड़ते हैं जो वास्तव में फिल्टर के एक वर्ग से संबंधित होते हैं जिन्हें पॉवर सिमेट्रिक पेयर्स कहा जाता है इसलिए H 0 और H 1 को एक पॉवर सिमेट्रिक पेयर के रूप में सामने आना चाहिए क्योंकि क्यूएमएफ कंडीशन के कारण वहाँ कभी कभी इसे भी एक पॉवर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के रूप में संदर्भित किया जाता है ठीक है इसलिए H 0 और H 1 की पावर्स कोम्प्लेमेंट्री हैं ताकि वे एक कांस्टेंट तक जोडें जा सकें इसलिए पावर सिमेट्रिक या पावर कोम्प्लेमेंट्री प्रॉपर्टी ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ हम एक प्रकार से सिर्फ एंगेज करने जा रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको इस पर एक हेड्स अप देना चाहता हूं कि इसे सैटिस्फाई करनें के लिए कि हमें क्या इनेबल करता है अब दी गयी इस सेट की कंडीसंस को देखते हुए 1 और 2 स्ट्रैटफॉरवर्ड हैं तीसरा एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे निपटने के लिए हमें सावधान रहना होगा लेकिन पॉवर सिमेट्रिक फिल्टर्स का यह वर्ग मौजूद है तो यह दिया गया है कि इन कंस्ट्रेंट्स के साथ इलिप्टिक फिल्टर डिजाइन निम्न तरीके से डीकोम्पोसेबल होगा इसलिए उस कथन को दिया हम ऑल पास फिल्टर्स का अध्ययन करने के बाद एक बार इस पर वापस आएंगे अब हम व्याख्यान के अगले भाग को स्पेंड करने जा रहें हैं और पुनः ऑल पास के साथ आपकी थोड़ी परिचितता के आधार पर हम कुछ समय बिताएंगे तो ऑल पास फ़ंक्शंस के हमारे अध्ययन में पहली बात आप इसे ऑल पास फिल्टर्स भी कह सकते हैं लेकिन ऑल पास फ़ंक्शंस या फिल्टर्स वैसे यह वैद्यनाथन की पुस्तक अध्याय 3 में भी बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया है वहाँ ऑल पास फिल्टर्स पर एक अनुभाग है पुनः मैं निश्चित रूप से आपको उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा ठीक है पहला जिसका मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगा वह है नोटेसन वहाँ बहुत सारी नोटेसन हैं जो कि कुछ नई हो सकती है मैं सिर्फ यह परिचय कराना चाहता हूं ताकि आप इसके साथ सहज हो यदि मेरे पास एक पोलिनोमियल है H zb z−1 जहां a और b काम्प्लेक्स हो सकते हैं ठीक है मैं निम्नलिखित को परिभाषित करने जा रहा हूं H a¿b¿ z इसे पैरा कांजुगेसन कहा जाता है अब यह कहां से आता है आपको ऐसा कुछ कैसे मिलता है शायद अगर आपने इसे पहले नहीं देखा है तो यह बिल्कुल सहज नहीं लगता है और उदाहरण के लिए आपको इसे एक नाम क्यों देना है तो अब हम एंकर पैरा कांजुगेसन करते हैं उन कार्यों के संदर्भ में जिनसे हम परिचित हैं अब H के बजाय अगर मैंने आपसे H ¿ करने के लिए पूछा होता ठीक है फंक्शन कांजुगेट करना तो कुछ भी जो कि एक काम्प्लेक्स संख्या है को कांजुगेट किया जाना है H को H का पैरा कांजुगेट कहा जाता है इसमें से ज्यादातर एनालिटिक फ़ंक्शंस और काम्प्लेक्स वेरिएबल्स के सिद्धांत से आते हैं और फिर से आप इसे उजागर कर सकते हैं मैं सिर्फ करूँगा मैं केवल उन हिस्सों का उपयोग कर रहा हूं जिनकी मुझे आवश्यकता है हमारे लिए आवश्यकता है ठीक है अब हम क्यों पैरा कांजुगेट को परिभाषित कर रहे हैं इसलिए जब आप यूनिट सर्कल पर इस फ़ंक्शन को देखते हैं H e jω ab e− jω H ¿ e jω a¿b¿ e jω H e jω a¿b¿ e jω तो हमने पैरा कांजुगेट को इस कारण परिभाषित किया है क्योंकि यह यूनिट सर्कल पर कांजुगेसन का एनालिटिक विस्तार है जो कि उतना ही सरल है z प्लेन में एक यूनिट सर्कल है कांजुगेशन को यूनिट सर्कल पर परिभाषित किया गया है अन्य हर जगह पर आपको कांजुगेशन के एक एनालिटिक विस्तार को परिभाषित करना होगा जोकि क्या है तो यह यूनिट सर्कल पर कांजुगेसन का एनालिटिक विस्तार है यूनिट सर्कल पर कांजुगेसन का विस्तार ठीक है फिर यह कुछ ऐसा है जिसे आपने अपने एनालिटिक फ़ंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ के हिस्से के रूप में अध्ययन किया होगा अन्यथा वैद्यनाथन की पुस्तक भी उन परिणामों जिनकी हमे काम्प्लेक्स वेरिएबल सिद्धांत से आवश्यकता है का एक उत्कृष्ट अवलोकन देती है ठीक है तो हमारे मामले में उन चीजों में से एक जिनमे हम फिल्टर्स के डिजाइन में प्रायः रुचि रखते हैं एक बार जब आप पर इन मैगनीटुड कंस्ट्रेंट्स को लागू करने की कोशिश शुरू कर देते हैं zejw पर इसलिए यह हमारे लिए एक उपयोगी प्रतिनिधित्व है और हम एक प्रकार से उस तस्वीर को ध्यान में रखना चाहेंगे अब हमने ऐसा क्यों किया और आप जानते हैं कि इसके क्या लाभ हैं बहुत सारी अंतर्दृष्टि बहुत कम बहुत ही कम समय में आती हैं हमें वहाँ से लेने दें तो अब ऑल पास फिल्टर्स पर ध्यान दें और एक तरह के परिणाम का उपयोग करना चाहेंगे ठीक शुरुआत से ठीक अंत तक अब अगर मेरे पास है तो यह नॉन कौसल है ठीक है लेकिन अगर मैं करता हूं फिर मुझे क्या मिलेगा फंक्शन कौसल हो अब यहाँ महत्वपूर्ण परिणाम है अब यदि मैं आपको बताता हूं कि कृपया एक ट्रांसफर फ़ंक्शन देखें जो निम्न रूप में है ze jω पर मूल्यांकन किया 1 के बराबर मैगनीटुड लें इसलिए यह एक ऑल पास फिल्टर का सामान्य रूप है ठीक है इसलिए यह कारण है कि हम इस A व्यवसाय और एनालिटिक विस्तार के माध्यम से चले गए हैं उन सभी का इस प्रकार हम बहुत बहुत कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं यह समझकर कि ऑल पास फिल्टर की संरचना क्या होने जा रही है क्योंकि अब आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि 1 और यह ऑल पास फ़ंक्शंस की मूल प्रॉपर्टी है एक बार जब आप इसकी इस तरह से कल्पना करते हैं और आप जानते हैं कि यूनिट सर्कल पर ये एक दूसरे के कांजुगेट हैं फिर ऑल पास प्रॉपर्टी इस प्लेस पर फाल करती है इसकी सुंदरता यह है कि यह हमें सिस्टम की संरचना भी बताती है तो मुझे इससे क्या समझना चाहिए पोल्स और ज़ेरोस कहां स्थित हैं तो आइए हम एक बहुत ही सरल फर्स्ट आर्डर उदाहरण लेते हैं मैं एक फर्स्ट आर्डर सिस्टम A 1−a z−1 देखना चाहता हूं आर्डर 1 के बराबर है इसलिए मुझे न्यूमरेटर को z−1 से गुणा करना होगा तो ओवरआल रिस्पांस है मैं पहले डीनोमीनेटर को देखता हूं वहाँ za पर एक पोल है ठीक है ¿ a∨¿ यदि यह मानते हुए कि यह एक स्टेबल ऑलपास है तो स्टेबल इम्प्लाई करता है 1 और कुछ कोण θ तो फिर मात्र तर्क के लिए अगर यह कोण थीटा है तो ठीक है शायद मुझे दूसरी तरफ ड्रा करना चाहिए ठीक है यदि यह कोण थीटा है वह त्रिज्या ¿ a∨¿ है तो यह वह जगह है जहां पोल लोकेटेड है ठीक है अब वापस जाओ और 0 को देखो हम पाते हैं कि पर एक 0 है तो यह एक ही रेडियल दिशा के साथ है लेकिनकी दूरी पर है अब मुझे यकीन है कि आप पोल्स और ज़ेरोस की स्केचिंग में परिचित हो इसलिए यदि मेरे पास एक काम्प्लेक्स पोल a पर लोकेटेड है तो यह a¿ है यह है और यह है ठीक है वे इस तरह की लोकेसंस हैं कि आप कैसे देखेंगे पोल्स और ज़ेरोस को तो हाँ जहाँ कहीं भी पोल है वहाँ कांजुगेट लोकेशन पर आप के पास एक 0 भी होगा रेसीप्रोकल कांजुगेट लोकेशन यही वह कहता है और फिर से ओप्पेनहेम और शेफ़र के अध्याय 5 में आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को देखा ठीक है आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को कैसे देखते हैं जीरो से दूरी पोल से दूरी उसी का अनुपात लें इसलिए मूल रूप से जब वे रेसीप्रोकल बिंदुओं पर होते हैं वो दूरियाँ अनुपात को हमेशा मेन्टेन रखा जाता है तो इसलिए जहां कहीं भी आप यूनिट सर्कल पर जाते हैं वहां दूरियों का अनुपात मेन्टेन रखा जाता है और इसलिए आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलती है इसी तरह से ऑल पास फ़ंक्शन को संरचित किया जाता है इसलिए पैरा कांजुगेसन प्रॉपर्टी वास्तव में हमें बहुत अंतर्दृष्टि देती है यह कहने में कि ऑल पास फ़ंक्शन के न्यूमरेटर और डीनोमीनेटर के बीच पैरा कांजुगेसन संबंध की वजह से हम कह सकते हैं कि सभी पोल्स और ज़ेरोस को इस अंदाज में लोकेटेड होना होगा केवल तभी ऑल पास फ़ंक्शन सैटिस्फाइड होंगें ठीक है इसलिए हम शुरू कर रहे हैं कुछ दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्राप्त करना फिर से हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि यह हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है हमारा लक्ष्य ऑल पास फ़ंक्शंस का उपयोग करना है तो सामान्य मामले में HN को Nth ऑर्डर ऑलपास के रूप में लिखा जा सकता है यदि HN z α1 पर पोल के साथ एक Nth ऑर्डर ऑल पास फिल्टर है इसके पास पर एक जीरो भी होगा HN का इस फॉर्म मे एक कारक है तो हम निम्नलिखित समीकरण लिख सकते हैं जहाँ दूसरा कारक ऑर्डर N 1 का एक ऑल पास फंक्शन है प्रक्रिया दोहराकर हम प्राप्त करते हैं अब इस संरचना पर एक महत्वपूर्ण अवलोकन एक बार जब आप कहते हैं कि किसी भी ऑल पास फ़ंक्शन को इस रूप में फैक्टर किया जा सकता है यदि एक विशेष मामला जैसे αk 0 है तो आपको क्या मिलता है क्या यह अभी भी एक ऑलपास है क्या वह कारक अभी भी एक ऑलपास है हां अभी भी एक ऑलपास है यह z−1 के बराबर है तो z−1 वास्तव में एक डिले है एक ऑल पास फ़ंक्शन है और इसका एक प्रकार डिले पर कोलैप्स करता है इसलिए मामला जहां आपके पास सभी αk 0 है तो आपको H β z− N मिलता है जोकि ठीक है अब इससे पहले कि हम ऑल पास की चर्चा को छोडें मैं चाहता हूँ कि आप कुछ क्विक प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करें या एक निश्चित दो प्रॉपर्टीज को जो हमारी चर्चा मे आयेंगीं ऑल पास फिल्टर्स की प्रॉपर्टीज ऑल पास फिल्टर्स सिग्नल प्रोसेसिंग फ़ंक्शंस की एक यूनिक श्रेणी को बिलोंग करतें हैं जिसे लॉसलेस फ़ंक्शंस कहा जाता है ठीक है तो लॉसलेस लॉसलेसनेस की प्रॉपर्टी है ठीक है वह क्या है हम जो कहते हैं कि हमें लेने दें हमने ओमेगा की सभी वैल्यूज के लिए कांस्टेंट को 1 के बराबर लिया है जो कि एक ऑल पास फ़ंक्शन की परिभाषा है अब अगर मैं किसी भी सिग्नल x n को इस फ़िल्टर ऑल पास फिल्टर H मे फीड करता हूं तो पार्सेवल की प्रमेय द्वारा y n प्राप्त होता है मुझे पता है कि इनपुट आउटपुट पावर संबंध द्वारा दिया गया है यह पार्सेवल का उपयोग करके एलटीआइ सिस्टम के लिए इनपुट आउटपुट संबंध है लेकिन यह पूर्णतः 1 के बराबर है तो इसलिए Y n की ऊर्जा x n की ऊर्जा के बराबर है ऊर्जा संरक्षित है यही कारण है कि इसे लॉसलेस फंक्शन कहा जाता है ठीक है दूसरा भाग जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो बहुत महत्वपूर्ण है फिर से मैं इसे बिना प्रमाण के बताऊंगा लेकिन कृपया इसे पढ़ें या देखें फिर से परिणाम वही है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसे मैक्सिमम मोडुलस थ्योरम कहा जाता है एनालिटिक्स फ़ंक्शंस की मैक्सिमम मोडुलस थ्योरम काम्प्लेक्स वेरिएबल सिद्धांत ठीक है अब यदि H एक कॉसल स्टेबल ऑलपास है कॉसल स्टेबल ठीक है कॉसल स्टेबल इसका मतलब है कि z की कोई पावर्स नहीं हैं सभी पोल्स यूनिट सर्कल के अंदर हैं कॉसल स्टेबल ऑलपास फिर एक चीज जो हम जानते हैं कि 1 यूनिट सर्कल पर है यह यूनिट सर्कल है ठीक है अगला भाग नॉन इंतुएटिव भाग है जिसे प्रमाण की आवश्यकता होती है लेकिन मैं इसे परिणाम के बिना बता रहा हूँ कृपया वैद्यनाथन की पुस्तक जरूर देखें 1 यह एनालिटिक्स फ़ंक्शंस के लिए मैक्सिमम मोडुलस थ्योरम का उपयोग कर रहा है यह एक परिणाम है जो डीराइव किया गया है अब मैं सिर्फ एक सैनिटी जाँच करना चाहता हूँ H के पोल्स कहाँ हैं यूनिट सर्कल के अंदर तो वहाँ बिंदु होंगे जहाँ ब्लो अप कर रहा है जिसका अर्थ है कि यह 1 से अधिक होगा इसलिए यह संतुष्ट करता है यूनिट सर्कल के अंदर पोल्स होंगे जो इसके ब्लो अप करने के कारण होंगें इसलिए मूल रूप से यह केवल पोल्स पर नहीं है बल्कि एनालिटिक निरंतरता के कारण यूनिट सर्कल के अंदर हर जगह हैं यह इससे ज्यादा प्राप्त करता है तो मूल रूप से कंटूर पर मैक्सिमम मोडुलस अकर करता है जो है 1 या न्यूनतम वैल्यू ठीक है तो मूल रूप से और एक बार जब आप उस प्रॉपर्टी को सिद्ध कर लेते हैं तो बाहर हर जगह दूसरे कंस्ट्रेंट को संतुष्ट करना होगा जो कि होगा 1 ठीक है यह फिर से एक उपयोगी परिणाम है लेकिन यह परिणाम परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए आखिरी एक को जो कुछ है जिसे मोनोटोन प्रॉपर्टी कहा जाता है मैं चाहूंगा कि आप सत्यापित करें मैं इसे जल्दी से लिखूंगा हम उसके साथ रुकेंगे मोनोटोन फेज प्रॉपर्टी ठीक है इसलिए यदि मेरे पास एक ऑल पास फ़ंक्शन है यह एक पहला ऑर्डर स्टेबल ऑलपास है मूल रूप से मैं कहूंगा कि मॉड a 1 से कम है जो कि पोल की लोकेशन है और अब यदि आप H e jω को लिखना चाहते थे arg H e jωϕ ω और दिखाते हैं 1 के लिए इसका मतलब है कि यह एक स्टेबल ऑलपास है अगर मैं इसके आर्गुमेंट को देखता हूं तो यह पहला ऑर्डर ऑलपास है यह मोनोटोन डीक्रीसिंग है स्लोप हमेशा नकारात्मक होता है ठीक है आसान होगा अगर आप निम्नलिखित कन्वेंशन का उपयोग फिर से कर सकते हैं तो आप इसे दिखा सकते हैं कृपया इसे दिखाएं यह कोई मुश्किल काम नहीं है और वास्तव में संभवतः डीएसपी में आपने पहले ही ऐसा कर लिया है तो कृपया निम्नलिखित नोटेसन का उपयोग करें यह मदद करता है यदि a Rejθ और 0 ≤ R 1 है इसलिए यदि आप इस नोटेसन का उपयोग कर रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं कि आप लिख सकते हैं अगर 0 ≤ R 1 धन्यवाद हम यहां रुकते हैं और इसे उठाते हैं हम यहीं रुक जाते हैं ठीक है इसलिए कृपया खंड 51 52 53 को पढ़ें यह हमारे लिए ऑल पास फ़ंक्शंस पर अपनी चर्चा को पूरा करने के लिए एक अच्छा मंच देता है लेकिन हम अब संरचनात्मक ऑल पास प्रॉपर्टीज पर चर्चा करने जा रहे हैं आप एक संरचना कैसे डीराइव करते हैं जो क्वांटाइजेसन के तहत भी ऑल पास प्रॉपर्टी की गारंटी देगा धन्यवाद